नमस्कार आपका वापस स्वागत है यदि आपको याद हो हमने पिछले सप्ताह के दौरान कुछ क्लॉकिंग मुद्दों पर चर्चा की थी जिसमे हमने कुछ घड़ी से संबंधित मापदंडों जैसे देरी स्केव और जब क्लॉक फ्लिप फ्लॉप को कभी कभी सेटअप समय और होल्ड समय जैसे फीड करती है के बारे में बात की इसलिए हमने देखा कि प्रभावी क्लॉक अवधि या क्लॉक की आवृत्ति की गणना करने के लिए इन समयों को एक डिज़ाइन में कैसे शामिल किया जा सकता है जिसके साथ सर्किट को बिना किसी समस्या के इन परिवर्तनीयताओं को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा सकता है इसलिए हम आज अपनी चर्चा जारी रखते हैं हम तथाकथित क्लॉक नेटवर्क संश्लेषण की समस्या पर विचार करेंगे इसलिए एक क्लॉक स्रोत दिया गया है कि हम इसे वास्तव में टर्मिनल बिंदुओं पर कैसे वितरित करते हैं जहां हमें क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है और आखिरकार हम पावर नेट के रूटिंग के कुछ मुद्दों को देख रहे होंगे इसका मतलब है Vdd और ग्राउंड तो हम क्लॉक नेटवर्क संश्लेषण के साथ शुरू करते हैं इसलिए समस्या का सूत्रीकरण निम्नानुसार है जैसे आप क्लॉक और पावर नेट के लिए देखते हैं कुछ बहुत विशिष्ट आवश्यकताएं हैं पहले हमने देखा कि राउटिंग एल्गोरिदम वे सिग्नल नेट दो टर्मिनल या मल्टी टर्मिनल नेट पर विचार करते थे वे सिग्नल नेट मूल रूप से कुछ डिजिटल संकेतों 0 या 1 को लेकर चलते थे और इस सिग्नल नेट की एक विशेषता यह थी कि इस नेट का आयाम इसका मतलब है कि इस मल्टी टर्मिनल नेट को जोड़ने वाले बिंदुओं की संख्या बहुत अधिक नहीं थी क्योंकि आप जानते हैं कि एक गेट के यदि बड़ी संख्या में फैन आउट हैं तो क्षमता के कारण वृद्धि का और गिरावट का समय बढ़ जाएगा और प्रदर्शन नीचा होगा तो इस तरह के नेट के लिए मुद्दा अलग था हमारा एकमात्र उद्देश्य ट्रैक की संख्या को कम करना था उदाहरण के लिए चैनल रूटिंग में हमने तारों के आकार पर विचार नहीं किया जिसका अर्थ है कि हम मानते हैं कि हम तारों के लिए इस सबसे छोटी संभव चौड़ाई का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि फैन आउट की सीमा सीमित है और इन तारों के माध्यम से बहने वाला करंट निश्चित सीमा को पार नहीं करेगा तो यह हमारी धारणा थी लेकिन जब हम क्लॉक और पावर के बारे में बात करते हैं तो यह ऐसा नहीं होता है क्लॉक और पावर आप कह सकते हैं कि वे आमतौर पर आकार में बहुत बड़े होते हैं इस अर्थ में कि वे एक चिप में बड़ी संख्या में बिंदुओं को जोड़ते हैं एक विशिष्ट चिप में हजारों बिंदु हो सकते हैं जहां क्लॉक के सिग्नल को फीड किया जाना चाहिए और फिर से प्रत्येक ब्लॉक के लिए हमें बिजली की आपूर्ति और जमीनी लाइनों को रूट करना होगा तो ये नेट के उदाहरण हैं जहां टर्मिनल बिंदुओं की संख्या हजारों में या इससे भी अधिक हो सकती है इसलिए हमें कुछ अलग तरह के रूटिंग की जरूरत है अच्छी तरह से फिर से क्लॉक के लिए हमें स्केव और अन्य मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए यह काफी जटिल लग रहा है इसलिए हमें इस प्रकार के नेट को संभालने और इन्हे रूट करने के लिए विभिन्न रणनीतियों के पूरे सेट की आवश्यकता है इसलिए प्रेरणा इस प्रकार है क्योंकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं इसलिए हम विशेष रूटिंग एल्गोरिदम को विकसित या तैयार करना चाहते हैं हम नहीं चाहते हैं कि एक एकल राउटर ऐसा होना चाहिए जो सामान्य सिग्नल नेट क्लॉक और पावर नेट को भी संभाल सकता है क्योंकि उनकी आवश्यकताएं बहुत स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और ऐसे सिस्टम हैं जहां कम से कम इन नेट् क्लॉक का हिस्सा और पावर वे मैन्युअल रूप से रूट किए जाते हैं इसलिए विशेष रूप से क्लॉक नेट के लिए उच्च प्रदर्शन डिजाइन के लिए हमें कुछ परिष्कृत विश्लेषण और बहुत सटीक रूटिंग टूल की आवश्यकता है ताकि घड़ी के स्केव और जिटर मापदंडों को नियंत्रित किया जा सके इसलिए क्लॉक रूटिंग के बारे में बात करते हुए अब क्लॉक सिंक्रोनाइज़ेशन निश्चित रूप से है जो डिजिटल सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है अधिकांश भाग प्रकृति में सिंक्रोनाइज़ होते हैं अर्थात वे एक घड़ी द्वारा संचालित होते हैं जब मैं कहता हूं कि क्लॉक द्वारा संचालित इसका मतलब है कि आपके पास कुछ कार्यात्मक ब्लॉक हैं हम इसे F1 कहते हैं एक और कार्यात्मक ब्लॉक F2 है तो हम केवल इन 2 पर विचार करें इसलिए उनके बीच कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट हो सकते हैं यह कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट हैं और यह कार्यात्मक ब्लॉक F1 और F2 जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वे वास्तव में भंडारण हैं जिसका अर्थ है कि इनमें कुछ फ्लिप फ्लॉप या लैच शामिल हैं तो इस F1 का आउटपुट कॉम्बिनेशन लॉजिक कॉम्बीनेशनल सर्किट पर जाएगा इसका आउटपुट यहाँ आ रहा होगा और कहीं ना कहीं एक क्लॉक सोर्स होगा जहाँ से मुझे यहाँ क्लॉक सिग्नल कनेक्ट करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ मुझे क्लॉक सिग्नल कनेक्ट को यहाँ कनेक्ट करने की भी आवश्यकता है अब यहां इस मामले में आप आवश्यकता को समझने की कोशिश करते हैं यह F1 और F2 इसलिए एक चिप के अंदर अगर आप इसे चिप के लेआउट के रूप में मानते हैं अगर यह F1 और F2 एक साथ बहुत करीब हैं तो हम कहते हैं कि F1 यहां है और F2 एक साथ बहुत करीब है तो जहां भी क्लॉक का स्रोत है F1 और F2 तक क्लॉक को पहुंचने के लिए स्पष्ट रूप से लगभग एक समान समय लग रहा है अगर हम इस क्लॉक टर्मिनल बिंदुओं को यथासंभव बंद रखने में सक्षम हैं लेकिन सामान्य तौर पर यह संभव नहीं है यह F1 और F2 इस चिप में मनमाने स्थानों पर स्थित हो सकते हैं जिसका अर्थ है जब क्लॉक सिग्नल F1 और F2 तक पहुंचता है तो विलंब अलग होगा जिसका अर्थ है कि क्लॉक स्केव होगा क्लॉक जिटर भी हो सकती है जिटर पर हम अभी विचार नहीं कर रहे हैं स्केव पर हम विचार कर रहे हैं जिटर इसके साथ स्वचालित रूप से आ जाएगा तो विचार यह है कि जब हम किसी बिंदु से एक क्लॉक उत्पन्न करते हैं तो उसे चिप में अलग अलग बिंदुओं पर भेजा या रूट किया जाना चाहिए तो इसे इस तरह से रूट किया जाना चाहिए कि देरी लगभग एक बराबर होनी चाहिए यह मुख्य आवश्यकताओं में से एक है इसलिए सामान्य क्लॉक रूटिंग के लिए कुछ इस तरह का विचार है इसलिए सभी ऑपरेशन आमतौर पर एक क्लॉक सिग्नल के संबंध में समकालिक होते हैं और यदि हम स्केव को कम कर सकते हैं तो हम सबसे तेज़ संभव क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यदि आप याद करे तो पहले मैंने उल्लेख किया था कि स्केव और दूसरी ऐसी देरी के कारण हमारी क्लॉक की अवधि बढ़ जाती है जिसका अर्थ है कि हमारी प्रभावी फ्रीक्वेंसी घट जाती है इसलिए हम सबसे तेज़ संभव क्लॉक के रूप में एक सर्किट चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इस स्केव को कम करने की कोशिश करेंगे जोकि देरी या क्लॉक में होने वाली अनिश्चितता का राजा है अब कुछ शब्दावली के बारे में बात करते हैं इसलिए घड़ी सिग्नल जो एक चिप को फीड किया जाता है आमतौर पर सबसे आधुनिक सिस्टम के लिए यह एक चिप के लिए बाहरी उत्पन्न होता है और यह विशेष बिंदु जिसके माध्यम से क्लॉक सिग्नल चिप में प्रवेश करता है तो हम एक क्लॉक पिन के रूप में इसे संदर्भित करते हैं जिसके माध्यम से क्लॉक संकेत चिप में प्रवेश करता है अब इस क्लॉक पिन से हमें हर उस बिंदु पर कनेक्शन भेजना होगा जहाँ क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता है इसे क्लॉक नेट कहा जाता है तो क्लॉक नेट वह है जो क्लॉक पिन से उस तार को राउटिंग करता है जो एक छोर पर आ रहा है मुझे उन सभी बिंदुओं पर कनेक्शन भेजना है जहां क्लॉक सिग्नल की आवश्यकता होती है पूरे नेट को क्लॉक नेट कहा जाता है और क्लॉक नेट रूटिंग हमारे यहाँ चर्चा का मुख्य बिंदु है इसलिए आदर्श रूप से हम यहां जो बोलना चाहते हैं वह यह है कि जिन कार्यात्मक इकाइयों के बारे में मैंने बात की है तो यह F1 और F2 उन दो कार्यों के बारे में जिनकी मैंने बात की है ऐसे कई हो सकते हैं इन कार्यात्मक इकाइयों को पूरे चिप में वितरित किया जा सकता है लेकिन हम आदर्श रूप से बोलना चाहते हैं कि क्लॉक का सिग्नल एक ही समय में इन सभी इकाइयों तक पहुंचना चाहिए और अगर यह हासिल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कोई क्लॉक स्केव नहीं होगी लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास व्यवहार में यह आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है इसलिए हमें क्लॉक स्केव के साथ चलना होगा बस याद करने के लिए कि क्लॉक स्केव क्या है क्लॉक स्केव एक क्लॉक सिग्नल है जो दो अलग अलग क्लॉक बिंदुओं पर आता है और उनके बीच एक सापेक्ष देरी होगी या तो पहली क्लॉक थोड़ी देर बाद आती है या दूसरी क्लॉक या इसके विपरीत जिसके कारण वो तारें जिन्हे दो पिनों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है उनकी असमान लंबाई होगी और परजीवी प्रतिरोधों और समाई में परिवर्तनशीलता भी होती है चालक विभिन्न पैरामीटर होते हैं देरी अलग अलग हो सकती है और इस वजह से आपके पास क्लॉक स्केव हो सकती है तो क्लॉक स्क्यू को संभालने के लिए स्पष्ट बात क्या है एक स्पष्ट दृष्टिकोण किसी प्रकार के रूढ़िवादी डिजाइन को लागू करने के लिए हो सकता है जिसका अर्थ है कि मैं सुरक्षित खेल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि क्लॉक स्क्यू होने दो मैं कुछ अधिकतम मान कर चलता हूँ हम कहते हैं कि 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत क्लॉक की अवधि स्क्यू रखी जाएगी तो उस गणना के साथ मैं घड़ी की फ्रीक्वेंसी कम कर सकता हूं या मैं समय अवधि बढ़ा सकता हूं यह तथाकथित रूढ़िवादी डिजाइन है लेकिन उच्च प्रदर्शन प्रणालियों के लिए आप खुद को इतना रूढ़िवादी नहीं बनाना चाहते हैं आप इस स्क्यू को जितना संभव हो उतना कम करना चाहते हैं ताकि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें इसलिए फ्रीक्वेंसी में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भी हम प्रदर्शन में बहुत ही शानदार सुधार करेंगे इस प्रकार क्लॉकमें कुछ बहुत ही सरल अवधारणाएँ हैं जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लॉक सिग्नल इस तरह दिखता है यह एक आवधिक स्पंदन संकेत है जो 0 से 1 और 1 से 0 तक जाता है यह आप किस तरह का सिस्टम उपयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है इसलिए आपके पास विभिन्न प्रकार की क्लॉकिंग योजनाएं हो सकती हैं आप एकल चरण क्लॉकिंग कर सकते हैं या आपके पास मल्टी फेज क्लॉकिंग हो सकती है विशेष रूप से दो चरण काफी लोकप्रिय हैं और जब आप क्लॉकिंग के बारे में बात करते हैं तो आप भंडारण तत्वों के रूप में लैच या फ्लिप फ्लॉप रख सकते हैं तो सिर्फ स्पष्ट करने के लिए लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या अंतर है एक लैच एक भंडारण उपकरण है जहां डेटा तब तक संग्रहित होता है जब तक कि क्लॉक उच्च बनी रहती है जिसका अर्थ है कि लैच एक स्तर ट्रिगर डिवाइस है जब तक कि घड़ी संकेत का स्तर उच्च होता है जिसे सक्रिय स्थिति माना जाता है लैच खुला रहता है और इस समय के दौरान इनपुट में जो भी परिवर्तन होते हैं वह उसी के अनुसार संग्रहित किए जाएंगे लेकिन आम तौर पर एक क्लॉक में हम एक ट्रिगर्ड क्लॉक को लागू करते हैं एक फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के एज के सम्बन्ध में क्लॉक द्वारा ट्रिगर्ड किया जाता है तो हम फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन करते हैं जैसे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड तो बिल्कुल उस बिंदु पर जहां एज होती है वहां जो भी इनपुट वैल्यू होगा उसे ले लिया जायेगा और उसी रूप में संग्रहित कर दिया जायेगा इसलिए क्लॉक की एज आने के बाद अगर इनपुट में कुछ बदलाव होंगे तो वो अब प्रतिबिंबित नहीं होंगे तो फ्लिप फ्लॉप के मामले में हम निर्धारित समय के बारे में बात कर रहे हैं ठीक इसी समय पर जब क्लॉक की एज आती है तो उस समय जो कुछ भी इनपुट वैल्यू होगा उसे ले लिया जायेगा सेटअप और होल्ड समय जैसा कि मैंने बताया था कि इस पर ध्यान दिया जाना है लेकिन कुछ समय के लिए मैं सेटअप और होल्ड समय की अनदेखी कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जब भी क्लॉक की एज आएगी वो इनपुट उसी रूप में फ्लिप फ्लॉप में संग्रहित हो जायेगा एक लैच के विपरीत जैसा कि मैंने कहा कि जब तक क्लॉक अधिकतम होती है भंडारण खुला रहता है और भले ही इनपुट इस समय के दौरान बदल जाए लेकिन अंतिम मूल्य अंत में संग्रहित हो जाएगा I तो आइए हम एक एक करके इन पर गौर करें तो लैच के साथ एकल चरण क्लॉकिंग सिंगल फेज का मतलब है कि मैं यह मान रहा हूं कि मेरा योजनाबद्ध रूप इस तरह का है यह एक D टाइप लैच D इनपुट Q आउटपुट है और मेरे पास एक ही क्लॉक है सिंगल क्लॉक का मतलब है कि मेरे पास एक सिंगल फेज की क्लॉक है और यहाँ जैसा कि मैंने कहा कि लैच सक्रिय है जब क्लॉक ऊँची होती है और जब तक क्लॉक ऊँची रहती है जो भी D पर है वह स्वीकार किया जाएगा और लैच में जमा हो जाएगा इसलिए जब घड़ी 0 हो जाती है तो जैसे मैं जो कह रहा हूं वह है मान लीजिए कि मेरी क्लॉक का सिग्नल इस तरह का है और हम कहते हैं कि मेरा D सिग्नल किसी कारण से बदल जाता है और यह उसी तरह स्थिर रहता है इसलिए यदि आप Q आउटपुट को देखते हैं तो यही वह समय है जहां क्लॉक उच्च होती जा रही है इसलिए D में जो भी बदलाव होंगे उसमें थोड़ा विलंब होगा इसलिए यह Q D का अनुसरण कर रहा होगा लेकिन जिस समय क्लॉक 0 हो जाएगी फिर से आपका लैच बंद हो जायेगा तो जो भी D का अंतिम वैल्यू था यह 1 रहेगा तो Q का अंतिम मूल्य 1 होगा तो लैच सक्रिय रहती है या पूरी अवधि के दौरान खुली रहती है जब तक क्लॉक ऊँची है इसलिए आम तौर पर हम उनकी जटिल समय की आवश्यकता के कारण लैच का उपयोग नहीं करना चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा कि जब तक यह उच्च है अगर इनपुट बदलता है तो आउटपुट भी बदलता है जो किसी भी सर्किट जो इसे चला रहा है में कोई बाधा नहीं डालता है लेकिन अगर आप पर्याप्त सावधानी बरतते हैं तो लैच आधारित डिजाइन आपको बेहतर प्रदर्शन तेज सर्किट दे सकता है हमें बाद में कुछ उदाहरण दिखाई देंगे तो कुछ उच्च प्रदर्शन सर्किट आमतौर पर लैच का उपयोग करते हैं अब एक साधारण लैच जो गेट का उपयोग करती है उसे यहाँ दिखाया गया है तो यहां हम एक सरल D प्रकार की लैच दिखा रहे हैं जिसमें 4 दो इनपुट वाले NAND गेट हैं तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यदि क्लॉक अधिक है हम कहें कि क्लॉक इनपुट 1 है तो जो भी हो यह क्लॉक इनपुट 1 है इसलिए जो भी D पर लागू होता है यहाँ आउटपुट पर हमें D बार मिलेगा यह D बार यहां आएगा क्लॉक 1 है और हम यहां D प्राप्त करेंगे तो यदि हम D को लागू करते हैं तो यह रेखा D होगी यह रेखा D बार होगी और यह एक क्रॉस कपल्ड लैच है यदि यह D बार है तो अंत में D का वैल्यू यहाँ संग्रहित होगा और यदि यह D है तो D बार का वैल्यू यहाँ संग्रहित किया जाएगा तो D का वैल्यू अंततः संग्रहित किया जाएगा और Q पर उपलब्ध होगा और D बार का वैल्यू Q बार पर उपलब्ध होगा लेकिन अगर क्लॉक 0 है तो हम कहें कि यह दोनों NAND गेट के इनपुट 0 और 0 हैं इसलिए ये दोनों आउटपुट 1 और 1 हैं यह 1 है यह भी 1 है इसलिए यहाँ Q जो भी है Q और 1 Q बार होगा और Q बार और 1 Q होगा इसलिए जो भी संग्रहित है वह सही रहेगा तो जब तक क्लॉक 1 है D का वैल्यू संग्रहित हो जाएगा लेकिन जैसे ही क्लॉक 0 हो जाएगी जो कुछ भी संग्रहित किया जाता है वह उसी प्रकाररखा जाएगा तो इस तरह से एक साधारण लैच काम करता है तो अब आइए इन लैच को देखें कि इन्हें MOS तकनीक का उपयोग करके कैसे लागू किया जा सकता है क्योंकि VLSI चिप्स में हम सामान्य रूप से NAND गेट्स का उपयोग करके इस तरह से फ्लिप फ्लॉप को लागू नहीं करते हैं तो वहाँ डिजाइन लैच और भंडारण चक्र के अधिक कॉम्पैक्ट हैं हम इन्हे देखते हैं तो CMOS प्रौद्योगिकी में लैचेज़ और फ्लिप फ्लॉप भी हैं वे आमतौर पर CMOS इनवर्टर का उपयोग करके कार्यान्वित किए जाते हैं इसका मतलब है कि NOT गेट्स और कुछ CMOS स्विच हैं तो CMOS स्विच क्या है CMOS स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच की तरह है यदि स्विच चालू है तो इनपुट पर कुछ लागू वोल्टेज आउटपुट पर जाएगा अगर स्विच बंद है तो वोल्टेज नहीं जाएगा तो यह एक चालू या बंद स्विच है तो या तो एक वोल्टेज प्रसारित होता है या यह प्रसारित नहीं होता है हम देखेंगे कि ये स्विच कैसे दिखते हैं तो स्विच 2 प्रकार के हो सकते हैं एक को पास ट्रांजिस्टर कहा जाता है जिसके कार्यान्वयन के लिए एकल ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है और आपके पास एक ट्रांसमिशन गेट हो सकता है जिसमें दो ट्रांजिस्टर एक p टाइप और एक n टाइप होते हैं पास ट्रांजिस्टर का एक दोष यह है कि यह कुछ वोल्टेज गिरावट को उकसा सकता है जोकि मैं दिखाऊंगा हम एक उदाहरण लेते हैं तो आप सबसे पहले पास ट्रांजिस्टर देखें तो एक पास ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है मेरे पास एक सरल n टाइप ट्रांजिस्टर है मान लीजिए कि यह X मेरा इनपुट है यह Y मेरा आउटपुट है और यह मेरा कंट्रोल इनपुट है यदि आप याद करें तो n टाइप का इन्वर्टर है इसलिए उदाहरण के लिए n टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए यदि C 1 के बराबर है जिसका अर्थ है कि ट्रांजिस्टर T आचरण करता है यदि C 0 है तो इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर बंद है यह आचरण नहीं करता है इसलिए जब C 0 है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक खुला स्विच है तो अगर C 0 का मतलब है कि मेरे पास Y खुला है तो हमें खुला लिखते हैं तो यह X Y पर नहीं आ रहा है लेकिन यदि C 1 है तो X Y पर आ रहा है लेकिन यहां एक छोटी समस्या यह है कि n प्रकार ट्रांजिस्टर की विशेषता के कारण मान लीजिए कि मेरा नियंत्रण इनपुट 1 है इस स्विच को चलना चाहिए तो इस मामले के लिए यदि X 0 वोल्ट के बराबर है तो बहुत कम वोल्टेज है तो Y भी बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप के 0 वोल्ट होगा लेकिन अगर X उच्च वोल्टेज के बराबर है तो हम कहें कि यह ट्रांजिस्टर 2 वोल्ट पर काम कर रहा है हम कहते हैं कि मैं 2 वोल्ट लागू करता हूं फिर उत्पादन 2 माइनस V थ्रेशोल्ड होगा V थ्रेशोल्ड एक छोटा वोल्टेज है और एक वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप देखते हैं कि जब मैं उच्च वोल्टेज लागू कर रहा हूं तो इस तरह का स्विच इनपुट पर लॉजिक 1 का संकेत दे सकता है तो आउटपुट में वोल्टेज में गिरावट होगी यह एक खामी है तो इस खामी को दूर करने के लिए मेरा मतलब है कि हमारे पास ट्रांसमिशन गेट के रूप में कुछ हो सकता है तो एक ट्रांसमिशन गेट क्या है आप हमेशा की तरह देखते हैं कि मेरे पास इस प्रकार का एक ट्रांजिस्टर है और मैं एक और बैक टू बैक p टाइप ट्रांजिस्टर का उपयोग करता हूं जो प्रतीकात्मक रूप से इस तरह दिखाया गया है और मैं इन 2 छोरों को जोड़ता हूं मैं यहां X लागू करता हूं और मैं यहां से Y लेता हूं इसलिए यदि मैं यहां नियंत्रण C लागू करता हूं तो मैं यहां रिवर्स C बार लागू करूंगा आप इन n टाइप और p टाइप ट्रांजिस्टर की सिर्फ एक विशेषता देखते हैं यह n टाइप ट्रांजिस्टर 0 को बहुत अच्छी तरह से संचारित कर सकता है लेकिन लॉजिक 1 के लिए वोल्टेज में गिरावट है लेकिन p टाइप ट्रांजिस्टर के लिए यह रिवर्स है यह लॉजिक 1 को बहुत अच्छी तरह से प्रसारित कर सकता है लेकिन लॉजिक 0 के लिए एक क्षरण होगा इसलिए यदि मैं समानांतर में एक n टाइप और p टाइप जोड़ता हूं तो 0 और 1 दोनों को बिना किसी गिरावट के प्रसारित किया जाएगा जो कि लाभदायक है तो यह ट्रांसमिशन गेट लॉजिक 0 और लॉजिक 1 दोनों को आउटपुट में बिना किसी गिरावट के स्थानांतरित कर सकता है यही कारण है कि आम तौर पर कई डिजाइन के लिए हम पास ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि हम एक ट्रांसमिशन गेट का उपयोग करते हैं तो हम उन उदाहरणों को दिखाते हैं जो पास ट्रांजिस्टर और ट्रांसमिशन गेट दोनों का उपयोग करते हैं यहाँ मैं एक साधारण CMOS लैच दिखाता हूँ यह कैसा दिखता है आप यहाँ देखते हैं कि बैक टू बैक इनवर्टर हैं NOT गेट CMOS नॉट गेट CMOS नॉट गेट को मैं प्रतीकात्मक रूप से दिखा रहा हूँ और यहाँ मेरे पास ट्रांसमिशन गेट है मेरे पास क्लॉक है मेरा मतलब है कि यह क्लॉक p टाइप ट्रांजिस्टर पर लागू होती है क्लॉक बार n टाइप ट्रांजिस्टर पर लागू होती है अच्छा तो इसका क्या मतलब है जब क्लॉक 0 होगी तब इस गेट का संचालन किया जाएगा जिसका अर्थ है कि जब क्लॉक 0 होती है तो मेरे पास फीडबैक के साथ एक क्रॉस युगल इन्वर्टर है जो एक स्थिर भंडारण प्रणाली का गठन करेगा इसलिए जब भी हमारे पास एक फीडबैक लूप में दो इनवर्टर जुड़े होते हैं जो एक भंडारण प्रणाली या एक लैच का गठन करेंगे डेटा अनिश्चित काल तक संग्रहित किया जाएगा तो यहाँ अगर क्लॉक 0 है तो हमारे पास एक ऐसी प्रणाली होगी लेकिन अगर क्लॉक 1 है तो आप देखते हैं कि क्या होगा यह खुल जाएगा लेकिन यह स्विच बंद है यहां आप एक रिवर्स Y कनेक्ट करते हैं क्लॉक बार p प्रकार में है क्लॉक n प्रकार में है तो अगर क्लॉक 1 है तो यह ट्रांजिस्टर चालू है यह गेट चालू है और मैंने जो भी D पर लागू किया है वह Q में संग्रहित हो जाएगा तो यह D Q में जाएगा और बाद में जब क्लॉक 0 पर वापस जाएगी फिर से यह ट्रांजिस्टर बंद हो जाएगा यह Q पर होगा और जो भी अंतिम मूल्य है वह सही रहेगा तो यह CMOS लैच कुछ इस तरह से काम करता है तो जब क्लॉक 1 के बराबर होगी यह वास्तव में 0 के बराबर क्लॉक होगी यह तब आयोजित होगी जब क्लॉक 0 के बराबर होती है इन दोनों को उलटा किया जाता है मैं इसे 0 के रूप में पढ़ सकता हूं इसे 1 के रूप में पढ़ सकता हूं और यदि यह 1 है तो ही यह आचरण करेगा बाद में यदि आप फ्लिप फ्लॉप की तरफ जाते हैं जैसा कि मैंने कहा कि फ्लिप फ्लॉप आमतौर पर क्लॉक के एज से सक्रिय होते हैं या तो बढ़ते हुए एज से या गिरावट वाले एज से इसलिए विस्तार में गए बिना यह एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड D फ्लिप फ्लॉप का एक विशिष्ट आरेख है जो NAND गेट्स का उपयोग करके निर्मित किया गया है मूल विचार यह है कि आपके पास यहां लैच है जो डेटा को स्टोर करती है यह सर्किट जिसे आप शुरुआत में यहां दिखाते हैं इसका उपयोग वास्तव में क्लॉक के एज को स्टोर करने और D के वैल्यू को कैप्चर करने के लिए किया जाता है अइस प्रकार इन दोनों को साथ लेकर आप इसे अगले लैच चरण में फीड करेंगे और इसे संग्रहित कर लिया जायेगा तो मूल रूप से एक एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड D फ्लिप फ्लॉप को 6 ऐसे NAND गेट्स की आवश्यकता होगी यह बहुत सारे डिजाइनों में से एक डिजाइन है अन्य डिजाइन भी संभव हैं अब यहाँ हम दो चरण दिखा रहे हैं डायग्राम की सादगी के लिए मैं ट्रांसमिशन गेट दिखा रहा हूं मैं साधारण पास ट्रांजिस्टर दिखा रहा हूं न कि ट्रांसमिशन गेट तो यहाँ मेरे पास एक लैच है इसलिए मैं क्लॉक का उपयोग कर रहा हूं लेकिन मैं उन्हें phi और phi बार दिखने के बजाए phi 1 phi 2 के नाम से दिखा रहा हूँ अब यह phi 1 और phi 2 वे दो चरण की क्लॉक कहलाती हैं क्लॉकिंग इस तरह होगी मैं सिर्फ संबंध दिखा रहा हूं तो आप देखते हैं कि phi 1 निश्चित अवधि के लिए सक्रिय है phi 2 कुछ अन्य अवधि के लिए निश्चित है आइए हम उन्हें T1 और T2 कहते हैं और ये दोनों अवधि परस्पर अनन्य हैं वे समय में ओवरलैप नहीं होते हैं यहां एक क्लॉक का उपयोग करने के बजाय बिंदु है और यह तारीफ है मैं दो चरणों का उपयोग कर रहा हूं जिसका अर्थ है कि अवधि के दौरान परस्पर असहमति है वे ओवरलैप नहीं करते हैं तो इस आरेख में आप देखें जब phi 1 1 है तो यह ट्रांजिस्टर बंद है यह कट गया है और जो कुछ भी D पर लगाया गया है वह यहां आ जाएगा और यहां संग्रहीत हो जाएगा और जब phi 1 1 है तो यह लूप चालू है और जो कुछ भी है यहाँ पर स्टोर किया गया है और जब phi 2 चालू है और phi 1 बंद है तो रिवर्स होगा इसलिए जो कुछ भी यहां संग्रहित है वह यहां रहेगा और जो कुछ भी यहां है वह यहां स्थानांतरित हो जाएगा तो यह एक विशिष्ट मास्टर स्लेव की तरह है जो कि दो लैच का उपयोग करके निर्मित फ्लिप फ्लॉप है यह पहली लैचहै यह दूसरी लैच है तो यह एक मास्टर स्लेव लैच का अधिक पारंपरिक आरेख है जिसमें D प्रकार भंडारण और एक अन्य D प्रकार भंडारण शामिल है तो या तो आप एक क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं और यह पूरक है या आप दो चरण क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं जिसमे phi 1 और phi 2 दोनों काम करेंगे इसलिए अंगूठे के एक नियम के रूप में अधिकांश सिस्टम जो हम डिज़ाइन करते हैं हमें क्लॉक की स्क्यू सीमा को 10 प्रतिशत के भीतर सीमित करना होगा इसलिए हालांकि हमारे पास कुछ क्लॉक स्क्यू हो सकती है लेकिन अधिकतम स्वीकार्य क्लॉक स्क्यू आमतौर पर अंगूठे के 10 प्रतिशत के नियम के रूप में है इसलिए आपको एक अच्छी क्लॉक वितरण रणनीति की आवश्यकता है जिसे हम आगे देखेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि यह उच्च प्रदर्शन सर्किट को डिजाइन करने के लिए एक आवश्यकता है क्योंकि हम उच्च फ्रीक्वेंसी की क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं जब आप एक पाइपलाइन की चर्चा करते हैं जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं तो आपके पास क्रमिक चरण हैं जोकि क्लॉक किये जाते हैं और बीच में एक संयोजन सर्किट होता है इसलिए मैं एक ठेठ पाइपलाइन आरेख दिखा रहा हूं तो आपको यह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर क्या है मैं बस दिखा रहा हूँ कि बीच में कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट हैं और ये नारंगी आयताकार बक्से रजिस्टर हैं इसलिए मैंने जो कहा वह यह है कि एक ऐसी क्लॉक है जो रजिस्टरों तक फैली हुई है और हर क्लॉक पर डेटा इंटरमीडिएट कॉम्बिनेशन सर्किट के माध्यम से एक रजिस्टर से दूसरे में शिफ्ट होता है अब प्रत्येक रजिस्टर में आप कुछ समस्याओं दौड़ और अन्य चीजों से बचने के लिए जानते हैं वे मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करके तैयार किए गए हैं इसका मतलब है आपको मास्टर लैच और पहले की तरह एक स्लेव लैच चाहिए लेकिन आप देखिए अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं पाइपलाइन का एक चरण दिखा रहा हूं ये दो रजिस्टर हैं और कुछ अधिक हैं और इसके बीच में कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट है रजिस्टर इस कॉम्बिनेशन सर्किट को फीड कर रहा है यह यहाँ फीड कर रहा है इसलिए आम तौर पर एक ही क्लॉक को फीड किया जाता है अब मुझे यहां phi 1 और phi 2 को फीड करने दें और ये दो लैच मैं उन्हें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के रूप में उपयोग नहीं कर रहा हूं बल्किएक साधारण एकल चरण लैच के रूप में उपयोग कर रहा हूं तो phi 1 और phi 2 वैकल्पिक होगा अगले एक phi 1 होगा और उससे अगला एक phi 2 होगा तो वे एक लैच से दूसरे तक जा रहे होंगे जैसे कि यह मास्टर है जैसे कि यह स्लेव है लेकिन यह मध्यवर्ती कॉम्बिनेशनल सर्किट से गुजर रहा है इसलिए यदि आप इस तरह का एक डिज़ाइन करते हैं तो इससे आपको क्या मदद मिलती है कि आपकी लैच सरल हो जाए इसलिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करने के बजाय हम सरल सिंगल स्टेज लैच का उपयोग कर सकते हैं तो यह क्षेत्र बचाता है तो यह वही है जिसका उल्लेख यहां किया गया है तो आप रजिस्टरों में सिंगल फेज लैच का उपयोग कर सकते हैं तथा पाइपलाइन और वैकल्पिक चरणों को phi 1 या phi 2 जैसे phi 1 phi 2 phi 1 phi 2 द्वारा क्लॉक किया जा सकता है इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे हम क्लॉक वितरण और क्लॉक नेटवर्क के बारे में अधिक जानेंगे धन्यवाद